इस पाठ्यक्रम के दूसरे सप्ताह में आपका स्वागत है पिछले हफ्ते हमने प्री प्रोसेसिंग में कुछ कॉन्सेप्ट दिया था इसलिए वे कौन सी अवधारणाएँ हैं जिन्हें हमने कवर किया है हमने जो कवर दिया है वह सामान्य तौर पर वाक्य या दस्तावेज है एक टेक्सट दस्तावेज़ मैं शब्दों में कैसे टुकड़े करूं हमने देखा कि विभिन्न भाषाओं के कारण क्या विशिष्ट मुद्दे हैं और हम नोर्मालाइजेशन केस फोल्डिंग और अन्य पहलू जैसे लेमेटाइजेसन और स्टेममिंग के बारे में हमने बात की हैं ये कुछ बहुत ही मानक प्री प्रोसेसिंग टास्क हैं जो आपको किसी दिए गए भाषा में अध्याय में करने पड़ सकते हैं लेकिन एक और टास्क है जो आप कर सकते हैं इस मामले में यदि प्राप्त डाटा में कुछ थोड़ा नोइज़ी है नोइज़ी क्या है वर्तनी की कुछ त्रुटियां हैं और आप अपना विश्लेषण करने के लिए उन्हें सही करना चाहते हैं इसलिए इस कार्य को वर्तनी सुधार कहा जाता है तो कौन सी विभिन्न समस्याएं हैं जो वर्तनी सुधार में शामिल हैं और उन अलग अलग एल्गोरिदम का क्या उपयोग किया जा रहा है इसलिए हम एक बहुत सरल एल्गोरिदम के साथ शुरुआत करेंगे कि आप इस लेक्चर में वर्तनी सुधार के लिए दूरी का कैसे उपयोग करते हैं तो वर्तनी सुधार शुरू करने में क्या समस्या है मान लीजिए कि वाक्य आई ऍम राइटिंग ओन बेहाल्फ़ ऑफ़ को पढ़ रहे हैं या आप अपने डेटा में इस टेक्सट को देख रहे हैं मगर बीहाफ में आप केवल देखते हैं b e h a f और l लापता है तो अब आप इस व्यक्तिगत behalf शब्द को सही करना चाहते हैं अब इस समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म एप्रोच क्या है हम यह पता लगाना चाहेंगे कि अंग्रेजी में निकटतम शब्द क्या हैं जो इसके स्थान पर काम आ सकता है दूसरे शब्द जिन्हें आप सोच सकते हैं मैं सोचता हूं शायद behalf होगा और मैं सोच सकता हूं कि शायद behave कुछ अन्य शब्द भी हो सकते हैं अब जब मैं वर्तनी सुधार के बारे में बात करूंगा मैं दो अलग अलग परिदृश्यों के बारे में बात करूंगा एक आइसोलेटेड शब्द त्रुटि सुधार है मैं एक गलत शब्द को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं इसके आसपास के संदर्भ का उपयोग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं इसलिए शब्द b e h a f दिया गया और इस शब्द के पहले और बाद में क्या दिया गया है उसे मैं बिना चुने ही सही करना चाहता हूं और इसे आइसोलेटेड वर्ड एरर डिटेक्शन कहते है तो अब इस एप्रोच में मैं उस शब्द को खोजने की कोशिश करूंगा जो सबसे निकटतम हो आप शायद देखते हैं कि बीहाफ और बिहेव दो शब्द है अब तुरंत मैं उन्हें विभाजित कर दूंगा मैं कैसे परिभाषित करता हूं कि मुझे निकटतम से क्या मतलब है इसलिए आदर्श रूप से हम कहते हैं कि इस शब्द और उस शब्द के बीच आपका कोई मेल नहीं है लेकिन मैं आगे इसे परिभाषित करता हूं इसके लिए मुझे किसी प्रकार की डिस्टेंस मेट्रिक की आवश्यकता है मैं एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को कैसे मापता हूं और इस मेट्रिक के अनुसार जो भी दो शब्द करीब आ रहे हैं उन्हें निकटतम कहा जाएगा यदि वे बहुत दूर आ रहे थे तो मैं भी सुधार के लिए एक उम्मीदवार के रूप में विचार नहीं करूंगा तों मुझे एक डिस्टेंस मेट्रिक चाहिए जो b e h a f और b e h a l f के बहुत आस पास की हो तो हम शुरू करेंगे और हम वास्तव में मेट्रिक का उपयोग करेंगे जिसे एडिट डिस्टेंस कहते है हम इस केस में सोचते है कि यह एक सबसे सरल मेट्रिक है अब एडिट डिस्टेंस क्या है तो मेरी समस्या क्या है सामान्य तौर पर मुझे दो स्ट्रिंग दिए गए हैं एक जो गलत है दूसरा जो सही हो सकता है मुझे यह पता लगाना है कि इन दो स्ट्रिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है मैं अपने कांसेप्ट द्वारा एडिट डिस्टेंस को परिभाषित करना चाहता हूं अब इसे कैसे परिभाषित किया जाता है एक स्ट्रिंग से दूसरे में जाने के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशनों की न्यूनतम संख्या ही न्यूनतम एडिट डिस्टेंस के रूप में परिभाषित किया गया है कितने एडिट में आप एक स्ट्रिंग से स्ट्रिंग के लिए जाने के लिए कर रहे हैं और यह कैसे परिभाषित किया जाता है अब तुरंत मेरा अगला सवाल होगा एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में जाने के लिए मैं जो भी विभिन्न एडिट ओपरेसंस कर सकता वे सभी क्या हैं इसलिए हम तीन बुनियादी ओपरेसंस के साथ शुरुआत करेंगे जो है इंसर्शन जिसका मतलब मैं पहले स्ट्रिंग में एक केरेक्टर को सम्मिलित करता हूं डिलीशन इसका मतलब है मैं पहले एक अक्षर को हटाता हूं या प्रतिस्थापन करता हूं मैं पहली स्ट्रिंग मैं अक्षरहटाता हूं या उस को किसी दूसरे के साथ प्रतिस्थापित करता हूं ये तीन अलग अलग ओपरेसंस हैं जिन पर हम विचार करेंगे इसलिए अब मेरा सवाल होगा एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग पर जाने के लिए कितने ऑपरेशनों की आवश्यकता होती है जो कि दो स्ट्रिंग के बीच मेरी एडिट डिस्टेंस है तो आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं मेरे पास प्रारंभिक शब्द इंटेंशन है और अंतिम शब्द इक्सक्यूशन है मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि इंटेंशन से इक्सक्यूशन तक जाने के लिए इनमें से कितने ऑपरेशनों की आवश्यकता है तो अब अगर मैं यह देखने की कोशिश करूं कि इंटेंशन से इक्सक्यूशन तक क्या किया मैं सबसे पहले डिलीट कर रहा हूंI I को डिलीट कर दिया I फिर N के साथ E सेप्रतिस्थापित किया फिर से X के साथ T सेप्रतिस्थापित किया I औरE को वैसे ही रखा और फिर C को इन्सर्ट किया तो यहाँ स्टार का मतलब है कि मैं null के पास गया और डिलीट कर दिया और इस null के स्थान पर C इन्सर्ट हो गया फिर दोबारा मैंने एक U के साथ प्रतिस्थापन किया और T I O N जैसे है वैसे ही रहे तो मुझे कितने ऑपरेशनों की आवश्यकता थी मुझे पांच अलग अलग ऑपरेशन की आवश्यकता थी एक डिलीशन एक इंसर्शन और तीन प्रतिस्थापन इसलिए यहां मैंने विभिन्न ओपरेसंस किए अब मुझे इन ओपरेसंस को परिभाषित करने की आवश्यकता है कि एडिट डिस्टेंस क्या होगी तो दो अलग अलग विविधताएं हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं एक मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक ऑपरेशन की लागत 1 है इसलिए मैं डिलीट इनसरशन या सबइस्टीटूशन करू उसकी लागत हमेशा 1 रहती है इस मामले में दोनों स्ट्रिंग के बीच की दूरी कितनी होगी क्योंकि मैंने पाँच ऑपरेशन किए हैं प्रत्येक की लागत 1 है इसलिए दूरी 5 होगी इसे लेवेंसाइटिन दूरी कहा जाता है अब मैं दूसरे संस्करण का भी उपयोग कर सकता हूं जहां प्रतिस्थापन की लागत 2 है क्योंकि यह एक इंसर्शन है एक डिलीशन इसलिए अगर मैं प्रतिस्थापन कि लागत 2 के रूप में लेता हूं तो दोनों स्ट्रिंग के बीच की एडिट डिस्टेंस कितनी होगी इसलिए जब मेरे पास 1 इंसर्शन के लिए है प्लस 1 डिलीशन के लिए है प्लस 3 टाइम्स 2 मेरे 3 सबइस्टीटूशन के लिए है तों यह 8 के बराबर होगा तो अब मेरा सवाल यह है कि हम दो स्ट्रिंग के बीच न्यूनतम एडिट डिस्टेंस कैसे पा सकते हैं तो मेट्रिक के लिए एप्रोच क्या होगा तो आइए हम इसे औपचारिक रूप से परिभाषित करें कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूं एक रास्ते से मेरा मतलब है कि एडिट ऑपरेशंस का वह क्रम क्या है जो मुझे स्टार्ट स्ट्रिंग से अपने फाइनल स्ट्रिंग में जाने के लिए करना है तो अब मैं परिभाषित कर सकता हूं कि मेरी प्रारंभिक अवस्था क्या है क्या यही वह शब्द है जिसे मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए पिछले उदाहरण इनटेनशन में यही मेरी प्रारंभिक स्थिति है तो मुझे कौन से विभिन्न ऑपरेटरों को अनुमति दी है कौन कौन से विभिन्न ऑपरेटर है जिन्हें मुझे अपने किसी भी स्ट्रिंग पर उपयोग करने की अनुमति है मुझे इंसर्शन डिलीशन या प्रतिस्थापन का उपयोग करने की अनुमति है ये मेरे तीन ऑपरेटर हैं और एक अंतिम लक्ष्य है जिसे मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं इसे पिछले मामले में इक्सक्यूशन किया जाएगा मैं मार्ग की लागत एडिट की संख्या को कम करना चाहता हूं मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि परिचालन की न्यूनतम संख्या या न्यूनतम मार्ग की लागत क्या है जिसके द्वारा मैं प्रारंभिक स्ट्रिंग से अंतिम स्ट्रिंग तक जा सकता हूं अब अगर आप इसे बहुत अनुभवहीन तरीके से सोचते हैं कि एप्रोच क्या होगा जिसे आप कोशिश कर सकते हैं इसलिए मैं इनटेनशन से शुरू कर रहा हूं की मुझे इक्सक्यूशन तक पहुंचना है इसलिए एक बहुत ही अनुभवहीन तरीके इनटेनशन से शुरू कर सकते हैं और जब तक आप इक्सक्यूशन तक नहीं पहुंचते तब तक सभी संभव एडिट ओपरेसंस को करने का प्रयास करें तो मैं यही इंटेंशन करूंगा अगर मैं एक केरेक्टर को हटा देता हूं तो में i को डिलीट करूंगा में n तक जाऊंगा इसी तरह आप अन्य करैक्टरस को हटा सकते हैं शुरुआत में आप एक केरेक्टर सम्मिलित कर सकते हैं जैसे e या आप किसी भी स्थान पर इन्सर्ट कर सकते हैं या आप एक केरेक्टर को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं जैसे कि e द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है I को e के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है और यह आपको एक और शब्द देता है और आप इन सभी ऑपरेशन्स को तब तक जारी रखने की कोशिश कर सकते हैं जब तक आप किसी लक्ष्य तक नहीं पहुच जाते हों यह एक संभव एप्रोच हो सकता है अब यह भी समस्या है कि आप यह देखें कि एप्रोच कहां है इसलिए आपको नहीं लगता कि आपको बहुत सारे मार्गो की यात्रा करनी पड़ सकती है जो मेरी समस्या के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं में i n t e n t i o n को एक ही पाथ से डिलीट रखना चाहिए जब यह मुझे कभी भी इक्सक्यूशन नहीं देगा तो यहाँ मैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव एडिट ओपरेसंस को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत बड़ा स्थान मिला है हम एक सरल उदाहरण पर काम करने की कोशिश करेंगे कि मैं एक या दो के साथ शब्दों को खोजने की कोशिश करूं तो भी कितने यह ऑपरेशन की संख्या हो सकती है संभावना है कि संख्या बहुत बड़ी हो सकती है तो मैं इसे कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूं इस मामले में भी क्या होगा बहुत सारे मार्ग एक ही लक्ष्य पर समाप्त हो सकते हैं इसलिए मैं कुछ इंसर्शन और दूसरा डिलीशन कर सकता हूं जो उसी लक्ष्य पर समाप्त हो सकता है मैं इंसर्शन डिलीशन या कोई अन्य प्रतिस्थापन हो सकता है से शुरू कर रहा था यह फिर से इस तरह का एप्रोच अपरिहार्य है लेकिन हम इससे बचना चाहेंगे इसके अलावा मुझे वास्तव में उन सभी का ट्रैक रखने की आवश्यकता है मुझे केवल उन मार्गो की ही आवश्यकता है जो इंटेंशनसे इक्सक्यूशन के बीच आएंगे तो मेरा विचार होगा की मैं कुछ प्रकार के मार्ग को परिभाषित करता हूं और ट्रैक करता हूं कि किन्ही दो स्ट्रिंग के बिच का सबसे छोटे रास्ते क्या हैं तो कोई कारण नहीं है कि मुझे एक स्ट्रिंग से दूसरे तक पहुंचने के सभी संभावित मानो को स्टोर करना चाहिए जो दुसरे से अधिक दूरी पर है क्योंकि मैं न्यूनतम दूरी का मार्ग रखना चाहता हूं तो एक एप्रोच क्या है जिसका मैं उपयोग करूंगा इसके लिए हम इसे और अधिक औपचारिक रूप से परिभाषित करने का प्रयास करें तो मेरे पास दो स्ट्रिंग हैं X और Y X कि लंबाई n है और Y कि लंबाई m है और मैं X से Y की दूरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो सामान्य तौर पर मैं कुछ एडिट डिस्टेंस मेट्रिक्स को परिभाषित कर सकता हूं तो मैं इसे कैसे परिभाषित करूंगा तो आइए हम मेरी परिभाषा देखें D जहां एक एलीमेंट D i j पहले i केरैक्टर के बीच संपादित दूरी को दर्शाता है X X1i और j करैक्टर Y Y1j तो मुझे i केरैक्टर ऑफ़ X से j केरैक्टर ऑफ़ y तक जाने के लिए कितने ऑपरेशन करने होंगे तो अब इस परिभाषा के अनुसार X और Y के बीच की दूरी क्या होगी यह केवल D और mD n m होगा इसका मतलब है कि n केरैक्टर और X और m केरैक्टर ऑफ़ Y तो अब सवाल यह है कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्राप्त करने के लिए मुझे किस तरह के एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए इसलिए वहां हम इस समस्या को एक डायनामिक प्रोग्रामिंग एप्रोच के रूप में देखने की कोशिश करेंगे इसलिए हम एक सारणीबद्ध तरीके से D n m की गणना करेंगे सामान्य तौर पर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं जब भी हमें समस्या का हल करना होता है हम इसे इस तरह से विभाजित करने का प्रयास करते हैं कि मैं पहले छोटी समस्याओं का समाधान करता हूं और उन समाधान का का उपयोग बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश करता हूं ताकि मैं अपने अभिकलन में कुछ आदतों से बच सकूं तो मैं सबसे पहले i n j के छोटे मानों के लिए D i j को हल करना शुरू करुंगा और अंत में मेरे D n m का पता लगाने के लिए इसे लागू करुंगा उन छोटे मान का उपयोग करके जिन्हें मैंने पहले ही गणना कर ली है तो यह बॉटम एप्रोच है मैं पहले बहुत छोटी समस्याओं को हल करता हूं और फिर मैं इसका उपयोग बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए करता हूं इसलिए मैं उन छोटे मानो के आधार पर छोटे i j के लिए D i j की गणना करता हूं जो मैंने पहले गणना की है मैं D के बड़े मानो की गणना करूँगा और जब तक मुझे D नहीं मिलता है तब तक यह करता रहता हूँ यही हमारा मूल विचार होगा अब हमें जो देखने की आवश्यकता होगी बड़ी मात्रा के लिए मानो को प्राप्त करने के लिए मुझे छोटी गणनाओं का उपयोग कैसे करना चाहिए मैं परिभाषित कर सकता हूं इसलिए मैं यहाँ हूँ मैं अपने डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथ्म को दो स्ट्रिंग के बीच एडिट डिस्टेंस का पता लगाने के लिए परिभाषित कर सकता हूँ इसलिए पहले हम शुरू कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि D i 0 i है और D 0 j j है अब समझ में आता है कि D i 0 क्या है जोकि i केरैक्टर ऑफ़ X और 0 केरैक्टर ऑफ़ Y के बीच की दूरी है अब दूरी क्या होगी मुझे i केरैक्टर ऑफ़ X और 0 केरैक्टर ऑफ़ Y तक जाने के लिए कितने ऑपरेशन करने हैं और कैसे कर सकता हूं इसे कुशलता से करने का एकमात्र संभव तरीका यह है कि मैं प्रत्येक केरैक्टर को डिलीट करता रहूं तो वहाँ डिलीशन के i ऑपरेशन होंगे जिकसी लागत i हो जाएगी इसी तरह हम 0 केरेक्टर ऑफ़ X से j केरेक्टर ऑफ़ Y तक कैसे जाते हैं मैं j के विभिन्न इंटेंशन कर सकता हूं तो इसीलिए मैं इसे क्यों इनिशियलाइज़ कर सकता हूं क्योंकि D i 0 हिस i और D 0 j हिस j यह ठीक है अब सामान्य तौर पर मैं D i j कैसे परिभाषित करता हूं पिछले अन्य छोटे एलिमेंट्स के संदर्भ में जो मैं पहले ही भर चूके हैं इसलिए यहां 3 हैं रेफर टाइम 1613 जिसके द्वारा D i j भरा जा सकता है तो मान लीजिए कि X के बीच की एडिट डिस्टेंस का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमे i केरेक्टर ऑफ़ X और Y जिसमे j केरेक्टर हैं अब विचार यह है कि मैं i n j के छोटे मानों का उपयोग करके D i j की गणना कैसे करता सकता हूं तो यह है कि मैं D i माइनस 1 j का उपयोग कैसे करता हूं D i jमाइनस 1 और D i माइनस 1 और j 1 तो आइए हम इस उदाहरण में देखते हैं मैं D i माइनस 1 j का उपयोग करना चाहता हूं इसलिए D i माइनस 1 j क्या है तो माना कि यह एक केरेक्टर है इसलिए यह मेरा i माइनस 1 है X i माइनस 1 X से Y j Y के बीच की दूरी और मान लीजिए कि हमने पहले ही इसकी गणना कर ली है X i माइनस 1 केरेक्टर और Y j केरेक्टर के बीच न्यूनतम लागत क्या है अब मैं यह पता लगाने के लिए कैसे उपयोग करता हूं कि X और Y j के बीच न्यूनतम एडिट डिस्टेंस क्या हो सकती है तो एक्स में i केरेक्टर के लिए मैं एक डिलीशन कर सकता हूं मैं X i माइनस 1 में जाता हूं और फिर मैं X i माइनस 1 Y j के बीच की दूरी का उपयोग करता हूं इसलिए मैं दूरी कैसे लिख सकता हूं कह सकता हूं कि वही दूरी D i माइनस 1j होगी प्लस 1 क्योंकि मैंने मेने X से एक केरेक्टर को हटा दिया स्पष्ट है क्या X i से एक केरेक्टर को हटा देता हूं मैं X i माइनस 1 पर गया और मैंने पहले हीX i माइनस 1 और Y j के बीच दूरी की गणना की है इसलिए यह डिलीशन के एक है और लागत हमारे पास पहले से है इसी तरह आप D i j माइनस 1 Di 1 j 1 का उपयोग कैसे करते हैं एक ही विचार तो यहां मेरे पास X और Y है X i है Y j है और मान लीजिए मैंने पहले से ही i j माइनस 1 की गणना कर ली है इसलिए मैं i और j के बीच की दूरी की गणना कैसे करूंगा i वही दूरी है जो मैंने i और j माइनस 1 के बीच गणना की है और साथ ही मैंने jth केरेक्टर डाला है तो आप इसे इंसर्शन के रूप में सोच सकते हैं इसलिए दूरी i j माइनस 1 और 1 होगी और तीसरी संभावना क्या हो सकती है तीसरी संभावना यह होगी कि मुझे पता है कि i माइनस 1 j माइनस 1 के बीच की दूरी क्या है और मैं देख रहा हूं कि क्या i को j से प्रतिस्थापित कर रहा हूं तो दो तरीके हो सकते हैं यदि प्रत्येक केरेक्टर समान है इसका मतलब है कि मेरी कोई लागत नहीं है लेकिन अगर अलग अलग केरेक्टर हैं मेरे पास प्रतिस्थापन के अनुरूप लागत होगी यदि केरेक्टर समान नहीं हैं तो D i माइनस 1 j माइनस 1 प्लस 2 यदि वे समान हैं तो 0 तो वहाँ तीन तरीके हैं जिसमें मैं D i j लिख सकता हूं यह D i माइनस 1 j j प्लस 1 बना सकता है D i j माइनस 1 प्लस 1 या D i माइनस 1 j माइनस 1 प्लस 2 यदि केरेक्टर भिन्न हैं या 0 यदि केरेक्टर समान हैं तो तीन अलग अलग तरीके हैं जिनसे मैं इन लागतों को परिभाषित कर सकता हूं अब हम न्यूनतम लागत में ही स्टोर करते हैं मैं देखूंगा कि तीनों लागतों में से न्यूनतम क्या है और यही वह है जो D i j के रूप में संग्रहीत करूंगा और यह कि मैं इसे तब तक करता रहता हूं जब तक कि मैं इसे D n m तक नहीं पहुंचा देता तो यह हल करने के लिए डायनामिक गतिशील प्रोग्रामिंग एप्रोच है तो आइए एक और उदाहरण देखें अब वही उदाहरण इंटेंशन और इक्सक्यूशन तो हमने पहले ही कुछ प्रविष्टियाँ यहाँ भर दी हैं अब आप इस से संबंधित कर सकते हैं यह प्रविष्टि क्या है जो कि मेरी D 1 0 है इसलिए शुरू में हमने देखा कि D 1 0 केवल 1 होगा इसका मतलब है कि मैं केवल डिलीट कर सकता हूं मैं इस केरेक्टर को हटा सकता हूं और मैं अंतिम सब हिस्ट्री पर पहुंच सकता हूं मैं i से शुरू करते है और null तक केसे जाऊं में i डिलीट करता हूं तो यह 1 है इसी प्रकार यह 2 होगा मैं i और n को डिलीट कर सकता हूं एक बार में एक यह 3 i n t और सभी इसी तरह इसी तरह null से e तक 1 क्यों है इसका मतलब है कि मैं एक केरेक्टर को इन्सर्ट कर रहा हूं null से e X में दो केरेक्टर इनसेरटिंग रहा हूँ तो यह 1 2 और इसी तरह ताकि इस स्टेप में इन सभी प्रारंभिक लेवेन्सटीन डिस्टेंस की व्याख्या करें अब मेरी समस्या यह है कि मैं इस तालिका में अन्य तो अब हमने अपने डायनामिक प्रोग्रामिंग एप्रोच को कैसे परिभाषित किया मैंने कहा कि मैंने D i माइनस 1 j D i j माइनस 1 और D i माइनस 1 j और j माइनस 1 पर D i j पर आधारित है अब इस मामले में D i माइनस 1 j क्या है मान लीजिए मैं इस एलीमेंट को भरना चाहता हूं यह मेरा D i j है D i माइनस 1 j क्या है यह मेरा i माइनस 1 j है मेरा D i j माइनस 1 क्या है यह मेरा i j माइनस 1 है और मेरा i माइनस 1 j माइनस 1 है यह मेरा i माइनस 1 j माइनस 1 है अब यहां क्या लागत होगी यह इन तीनों ऑपरेशनों में न्यूनतम होगा तो आइए हम व्यक्तिगत D i j माइनस 1 j 1 प्लस 1 है इसलिए यह मुझे 2 देता है D i j माइनस 1 की लागत शून्य के बीच है और मुझे खेद है कि मुझे लगता है कि मैंने इसे गलत तरीके से लिखा है यह D i j माइनस 1 होना चाहिए और D i माइनस 1 j होना चाहिए तो D i माइनस 1 j क्या है जो null से E तक है उसकी लागत 1 प्लस 1 क्या है जो कि 2 होगी D i j माइनस 1 है i से null जो कि 1 प्लस 1 यह फिर से मुझे 2 देगा और D i माइनस 1 j माइनस 1 j 0 है अगर दो केरेक्टर समान नहीं हैं तो प्लस 2 इसलिए यहाँ दो केरेक्टर i और E समान नहीं हैं तो यह 2 होगी इसलिए मैं इनमें से किसी भी मार्ग से जा सकता हूं और मेरी लागत 2 है तो न्यूनतम फिर से 2 होगी इसलिए मैं यहां प्रवेश करता हूं इसलिए मान लीजिए कि यहां मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं तो अब एक बात हम देख सकते हैं मुझे इसकी तीन अलग अलग प्रविष्टियों की आवश्यकता है इसलिए 3 3 3 की न्यूनतम लागत क्या होगी फिर से यह 3 होगी इसलिए जब तक मैं इस एलीमेंट तक नहीं पहुंचता तब तक मैं सभी तालिकाओं को भरता रहूंगा वह मेरा D n m है तो सामान्य तौर पर न्यूनतम लागत पर पहुंचने का एक से अधिक तरीका हो सकता है इसलिए हम देखेंगे कि हम इसे कैसे स्टोर करते हैं लेकिन अभी हम उस लागत को वैसा ही रख सकते हैं जैसा कि यह है इसलिए हम इस पूर्ण मैट्रिक्स को भरते हैं मुझे क्या मिलेगा और आप इंटेंशन और इक्सक्यूशन के बीच की दूरी को देखते हैं इस मामले में 8 है लेकिन आप इस स्लाइड में यह भी देखते हैं कि कुछ स्ट्रिंगसके लिए एडिट डिस्टेंस 12 तक जा सकती है जो संभव है लेकिन अंत में इंटेंशन इक्सक्यूशन के बीच की दूरी गणना करें तो 8 तक आता है तो एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग के बीच की दूरी क्या है कि और हम जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है यह एप्रोच मुझे बहुत कुशलतापूर्वक देता है अब तो एक और चीज है जो हम इस एल्गोरिथम के साथ कर सकते हैं वह यह है कि फिर से मेरे एल्गोरिथ्म पर निर्भर करता है मेरा टास्क है यह कंप्यूटिंग एलाइनमेंटसके बारे में है इसलिए कुछ एप्लिकेशन के लिए हम बस यह जानना चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग के बीच की एडिट डिस्टेंस क्या है लेकिन अन्य एप्लिकेशन के लिए आप यह भी पता लगाना चाह सकते हैं कि वे सभी स्थान क्या हैं जहाँ एडिट हुआ था इसलिए क्या है एलाइनमेंटस जिस तरह से हमने इंटेंशन बनाम इक्सक्यूशन का केस याद है हमें पता चला कि सही स्थान क्या हैं जहां इंसर्शन डिलीशन प्रतिस्थापन हो रहे हैं तो एलाइनमेंटस का क्या मतलब है कौन से भाग दूसरे भाग की लाइन हैं जो दुसरे भाग कि स्ट्रिंग है तो अब सवाल यह है कि क्या मैं उसी एल्गोरिदम को संशोधित कर सकता हूं ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि स्ट्रिंग में विभिन्न एलाइनमेंटसक्या होंगे आप देखेंगे कि यह पिछले एल्गोरिथम का उपयोग करके बहुत आसानी से हमने देखा है कुछ एप्लिकेशन के लिए हमें दो स्ट्रिंग के केरेक्टारो को एक दूसरे से एलाइनमेंट करने की आवश्यकता हो सकती है अब हम एक प्रकार का बैकट्रेस रखकर ऐसा करते हैं तो बैकट्रेस से आप का क्या मतलब है इसलिए जब भी D i j i के मानो को भर रहा है मैं या तो D i j माइनस 1 j से आ सकता हूं D i j माइनस 1 या D i माइनस 1 j माइनस 1 तो जो भी मुझे न्यूनतम लागत देता है मैं एक पॉइंटर लगाऊंगा जहाँ से मैं नीचे या तिरछे एलीमेंट से छोड़ दिया गया था इसलिए जब भी मैं D n m पर होता हूं मैं फिर से वहां से एक बैकट्रेस करना शुरू करूंगा मैं किस एलीमेंट से यहां आया था और मैं इसे वहीं से शुरू करता हूं जब तक कि मैं null केरेक्टरस तक नहीं पहुंच जाता इसलिए हर बार जब हम एक सेल में प्रवेश करते हैं हम याद करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और जब हम अंत तक पहुँचते हैं तो हम सभी एलाइनमेंट को पढ़ने के लिए ऊपरी दाएं कोने से वापस मार्ग का पता लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हम इस मामले में क्या करेंगे तो मान लीजिये मैं इस एलीमेंट को भर रहा था और मुझे पता है कि मैं यहां या यहां से या यहां से आ सकता हूं तीनों समान रूप से संभावना है इसलिए मैं तीनों बिंदु रख सकता हूं परंतु मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ था सबसे अच्छा तरीका यह था तो मुझे इस एलीमेंट के विकर्ण से आना चाहिए था तो यह वही है जो मैं स्टोर करूंगा इसी तरह यहाँ मैं एक और बैक पॉइंट स्टोर करूँगा इसलिए अब एक बार मेरा एडिट ऑपरेशन खत्म हो गया है आपके पास सेल के सभी बैक पॉइंट हैं मैं D n m से शुरू करता हूं और बैक पॉइंट से चलता रहता हूं तो मान लीजिए कि मैं इसका अनुसरण करता हूं मैं फिर से इस सेल में पहुँचता हूँ मैं बिंदु का पालन करता हूं मैं इस सेल तक पहुंचता हूं और इसी तरह जब तक मैं null केरेक्टर तक नहीं पहुंच जाता और यह मुझे दो स्ट्रिंग का अलाइनमेंट देगा तो आपके पास D n m से शुरू होने वाला अलाइनमेंट होगा इसलिए हम यहां से देखेंगे कि मैं इस एलीमेंट इस एलीमेंट इस एलीमेंट पर जा सकता हूं अब जब मैं यहां हूं तो यह तीनों एलीमेंटोमें से किसी से भी हो सकता है तो आपके पास किसी प्रकार की पसंद हो सकती है आप कह सकते हैं कि जब भी तीनों के बीच समान संभावना होती है मैं हमेशा यह कहूंगा कि यह आप कह सकते हैं तो आप इस एलीमेंट पर आते हैं फिर आप लेफ्ट ओर जाते हैं फिर आप पसंद के आधार पर नीचे जाते हैं पसंद के आधार पर नीचे पसंद के आधार पर नीचे और फिर यही वह जगह है जहां आपको अपना अलाइनमेंट मिलता है तो यह कुछ तरीके हैं जिनसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इंटेंशन में कौन से केरेक्टर इक्सक्यूशन में किस केरेक्टर से जुड़े हैं तो सिंपल आईडिया जब भी आप कह सकते हैं कि ये डिलीशन इंसर्शन और प्रतिस्थापन हैं तो जो भी आपको न्यूनतम लागत देता है यदि आप तीनों को समान लागत दे रहे हैं तो एक पॉइंटर को जोड़ देंगे आपके पास तीनों बिंदु हो सकते हैं तो सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि मैं एक शब्द X 0 से XN के साथ शुरू करता हूं इसलिए 0 का अर्थ है null XN पूरा शब्द है X और मेरे पास Y 0 से Y M तक आउटपुट स्ट्रिंग है इसलिए यदि मुझे N क्रॉस M साइज़ कि मैट्रिक्स दिखाई देती है तो 0 0 से MN तक हर संभव मार्ग एक संभव एलाइनमेंट है इसलिए मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग एप्रोच के अनुसार कौन सा मार्ग मुझे न्यूनतम संभव एडिट डिस्टेंस देता है और यह और इष्टतम एलाइनमेंटइष्टतम उप एलाइनमेंट से बना होना चाहिए इसका मतलब है जब भी मैं I से j की ओर जा रहा हूं मैं हमेशा सबसे अच्छा उप एलाइनमेंट I माइनस 1 j और इसी तरह के उपयोग कर सकता हूं इसलिए इस तरह से इस समस्या एल्गोरिथ्म को डिजाइन किया गया है इसलिए यदि आप जीत हासिल करते हैं आप इंटेंशन से पता कर सकते हैं आप इक्सक्यूशन के लिए जाते हैं और वे सभी स्थान क्या हैं जहाँ आपने इंसर्शन डिलीशन और प्रतिस्थापन किए हैं और आपको किन शब्दों में बदलाव नहीं करना है अब इस एल्गोरिथ्म की जटिलता क्या है तो आइए हम समय की जटिलता के बारे में बात करते हैं हमने कितना समय लिया तो आप देखते हैं कि आपको मैट्रिक्स के सभी N क्रॉस M प्रविष्टियों को भरना होगा तो N क्रॉस और अलग अलग चीजें हैं जो आपको करनी हैं और प्रत्येक प्रविष्टि के लिए आपको ऑपरेशन्स के किये एक निश्चित संख्या की आवश्यकता है जिससे आपको कम से कम तीन अलग अलग दूरी का पता चलेगा तो N क्रॉस M बार कुछ निश्चित हैं इसलिए समय कोम्प्लेक्सिटी को केवल N M O का आदेश दिया जा सकता है फिर से स्पेस जटिलता क्या होगी स्पेस कोम्प्लेक्सिटी भी वही है जो आप केवल N क्रॉस M विभिन्न एलिमेंट का उपयोग कर रहे हैं कि जरुरी स्थान को जिसकी आपको आवश्यकता है वह किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं कर रहा है प्रत्येक एलिमेंट याद रखें आप उसी मैट्रिक्स से कुछ अन्य एलिमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं तो आप को पास कोई एडिट डिस्टेंस स्पेस नहीं है तो फिर से एक स्पेस कोम्प्लेक्सिटी N क्रॉस M है अब बैकट्रेस का क्या तो मैं D n m में हूं और मैं बैकट्रेस ढूंढना चाहता हूं सबसे खराब स्थिति यह हो सकती है कि मुझे अपने कॉलम में सभी N एलिमेंट्स से गुजरना होगा N एलिमेंट्स क्षमा करें मेरे शीर्ष में N एलिमेंट्स और मेरे पहले कॉलम में M एलिमेंट्स सबसे खराब स्थिति में मुझे N प्लस M के विभिन्न ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं इसलिए यह कोम्प्लेक्सिटी फिर से N प्लस M Onm है तो आप देखेंगे कि इनपुट एप्रोच से शुरू होने वाले नैव एप्रोच के अनुकूल एप्रोच की तुलना में यह बहुत ही कुशल है जो आपने पहले भी देखा है इनपुट स्ट्रिंग्स के साथ शुरू करते हैं और सभी संभावना को आज़माएं यह बहुत जल्द एक स्पष्टीकरण बन जाएगा तो इस सप्ताह के लिए पहला लेक्चर और अगले लेक्चर में हम एडिट डिस्टेंस की कुछ भिन्नता के बारे में बात करना शुरू करेंगे मुझे कुछ भिन्नताओं के बारे में भी क्यों सोचना चाहिए और एडिट डिस्टेंस खोजने के लिए हम इसका उपयोग कैसे करते हैं